सुप्रभात दोस्तों हम इस सप्ताह में तीसरी बार मिल रहे हैं जहां हम रिसिप्रोकेटिंग इंजनों के लिए असली या एक्चुअल चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं पिछले सप्ताह हमने वायु मानक चक्रों के बारे में चर्चा की है हमने एसआई इंजनों के लिए आदर्श चक्रों के बारे में बात की है और वहां हमने कई मान्यताओं पर विचार किया है जिससे यह एक आदर्श आदर्श चक्र बन गया है अब इस व्याख्यान के पहले सप्ताह में हमने ईंधन वायु चक्र के बारे में बात की है जो उन आदर्श चक्रों या वायु मानक चक्रों पर एक सुधार है जहाँ हमने कुछ निश्चित धारणाओं में ढील दी है जो हमें कई व्यावहारिक विचारों की देखभाल करने की अनुमति देती हैं और इसलिए भविष्यवाणियां जो हमें ईंधन वायु चक्र से प्राप्त होती हैं वह वास्तविक व्यवहार में हमें जो प्राप्त होती हैं उसके बहुत करीब है लेकिन अभी भी कुछ अन्य कारक हैं जिन्हें ईंधन वायु चक्र में भी नहीं माना जाता है और यह ईंधन वायु चक्र भविष्यवाणी और वास्तविक चक्र प्रदर्शन के बीच किसी प्रकार का अंतर पैदा करता है और आज के व्याख्यान में हम मुख्य रूप से उन कारकों को देख रहे हैं जिन्हें ईंधन चक्र में भी नहीं माना जाता है तो यह एक स्लाइड है जिसे मैंने इस सप्ताह के पहले व्याख्यान में पहले भी दिखाया है वास्तव में दूसरे व्याख्यान में हमने वास्तविक चक्रों में ईंधन वायु अवधारणा का उपयोग करके संख्यात्मक उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित किया है अब आप देख सकते हैं ये धारणाएं हैं जो काले में लिखी गई हैं वे हैं जो वायु मानक चक्र में मानी जाती हैं और जो नीले में लिखी गई हैं उन मान्यताओं के अनुरूप कई सीमाएं हैं ईंधन वायु चक्र के मामले में उनमें से कुछ वास्तव में उन धारणाओं में से चार हैं जिन्हें हमने इंजन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में महसूस किया है और सैद्धांतिक विश्लेषण के माध्यम से उनकी देखभाल करना भी संभव है पहले वाला सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना है जैसा कि हमने संख्यात्मक उदाहरणों में देखा है कि आपने ईंधन वायु चक्र पर चर्चा की है हम वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर विचार कर सकते हैं हम ईंधन वायु अनुपात दहन प्रक्रिया से पहले ईंधन हवा मिश्रण दहन के बाद दहन के उत्पादों के बारे में बात कर सकते हैं हालांकि हमने इससे निपटा नहीं है लेकिन इस तरह के मिश्रण के वास्तविक गुणों का ध्यान रखना भी संभव है और इसलिए हम वास्तविक गैस संरचना या गैस वातावरण से निपट सकते हैं जो एक वास्तविक इंजन के अंदर बनी रहती है फिर हम एक चक्र पर अणुओं की संख्या में भिन्नता का भी ध्यान रख सकते हैं जैसे हमने उन उदाहरणों को देखा है कि यह संभव है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उत्पाद पक्ष की ओर अणुओं की संख्या में वृद्धि या अणुओं की संख्या में कमी मिल सकती हैं जो आणविक संकुचन या विस्तार की ओर ले जाता है और किसी दिए गए दबाव और आयतन पर या मुझे किसी दिए गए तापमान और आयतन पर कहना चाहिए दबाव सीधे मोल्स की संख्या के आनुपातिक होने के कारण दबाव इस तरह के आणविक संकुचन या विस्तार के साथ बदलता रहता है जिसका सीधा प्रभाव एक विशेष स्थिति बिंदु पर दबाव के परिमाण पर हो सकता है इस तरह के उदाहरण भी हमने पिछले व्याख्यान में हल किए हैं जहां हम विभिन्न संख्यात्मक समस्याओं से निपटते हैं एक तीसरा कारक जिसे माना जाता था वह है यहां दहन उत्पादों का पृथक्करण इसलिए दहन उत्पादों का पृथक्करण हालांकि हमने संख्यात्मक समस्याओं में हल नहीं किया है लेकिन बहुत अधिक तापमान पर हम जानते हैं कि दहन के उत्पाद रिवर्स प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट सकता है या जल वाष्प टूट सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं हैं जिससे दहन उत्पादों के अंतिम तापमान में कमी होती है और जिससे दहन उत्पादों का दबाव होता है यह ईंधन वायु चक्र और एक चौथे हवा मानक चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक द्वारा ध्यान रखा जा सकता है अर्थात कांस्टेंट विशिष्ट ऊष्मा जिसमे छूट दीगई थी कि विशिष्ट ऊष्मा की तापमान निर्भरता प्रकृति को ईंधन वायु चक्र में माना जा सकता है और हमने वहां संख्यात्मक उदाहरण भी दिए हैं लेकिन इन चार विचारों के अलावा अभी भी काफी कुछ कारक बाकी हैं और उनमें से कुछ वास्तव में इंजन के प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हमने एक वास्तविक चक्र के लिए थर्मल दक्षता का उल्लेख किया है जो अक्सर ईंधन वायु चक्र द्वारा अनुमानित की गई 80 से 90 की सीमा के भीतर पाया जाता है और इसलिए ईंधन वायु चक्र द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में वास्तविक प्रदर्शन में 10 से 20 अंतर है याद रखें एक मानक चक्र के समान ईंधन वायु चक्र भी एक आदर्श चक्र या एक सैद्धांतिक चक्र है और एक सैद्धांतिक चक्र जो भी प्रदर्शन भविष्यवाणी हम सैद्धांतिक चक्र से प्राप्त करेंगे हमें कुछ और कारक जोड़ना होगा जिससे अंतिम दक्षता या सच्ची दक्षता में 10 से 20 की कमी आएगी जो हमें मिल रही है और सच्ची दक्षता या उस दक्षता में अंतर जो उन कारकों के कारण आता है जो अभी भी इस स्लाइड पर नीले रंग में छोड़ दिए गए हैं और उनमें से बेशक वे सभी समान महत्व के नहीं हैं लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में इस 10 से 20 अंतर पर हावी हो सकते हैं सबसे प्रमुख कारकों में से एक यह प्रगतिशील दहन और अपूर्ण दहन हो सकता है एक दहन प्रतिक्रिया जिसे हम आदर्श चक्र मान रहे हैं और ईंधन वायु चक्र में भी तात्कालिक होना जैसे एसआई इंजन के मामले में हम मान लेते हैं कि अंतर दहन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है लेकिन व्यवहार में यह सच नहीं है क्योंकि ईंधन और वायु के मिश्रण का मिश्रण और दहन के दौरान होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएँ उन्हें कुछ निर्धारित समय की आवश्यकता होती हैं यह जो भी छोटा हो लेकिन जिस गति से प्रत्येक चक्र संचालित होता है वह समय सक्शन और संपीड़न स्ट्रोक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है या मुझे संपीड़न और विस्तार स्ट्रोक कहना चाहिए और साथ ही अपूर्ण दहन ऊर्जा की कम मात्रा को मुक्त करने की ओर ले जा सकता है जो हमें सैद्धांतिक रूप से मिलता है और इसलिए अंतिम दबाव और तापमान को भी प्रभावित कर सकता है तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं और यह प्रगतिशील दहन और अपूर्ण दहन एक साथ होते हैं जिन्हें आमतौर पर समय की हानि कहा जाता है या मुझे कहना चाहिए इस प्रगतिशील दहन और अपूर्ण दहन के कारण दक्षता और कार्य आउटपुट में नुकसान को समय के नुकसान के रूप में जाना जाता है यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है मुझे इसकी पहचान करनी चाहिए क्योंकि नंबर एक महत्वपूर्ण कारक वास्तविक चक्र प्रदर्शन और ईंधन वायु चक्र भविष्यवाणी के बीच अंतर है एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक यह एक है सिलेंडर की दीवारों में ऊष्मा हस्तांतरण जिसे नंबर 2 की पहचान की जा सकती है दहन गैसों से आसपास की हवा में ऊष्मा हस्तांतरण को कभी भी रोका नहीं जा सकता है जो भी इन्सुलेशन आप डाल सकते हैं लेकिन इसमें कुछ मात्रा में थर्मल ऊर्जा का रिसाव होगा जो गैसों की कुल ऊर्जा सामग्री को सीधे प्रभावित कर सकता है जिससे सीधे इसके तापमान पर असर पड़ता है तो यह एक और महत्वपूर्ण कारक है और तीसरा कारक जिसे अक्सर माना जाता है वह इन दोनों का एक संयोजन है प्रक्रिया के दौरान गैस विनिमय और निकास प्रक्रिया के अंत में ब्लो डाउन इन दोनों को एक साथ नंबर 3 के रूप में पहचाना जा सकता है हमारे पास अभी भी अन्य कारक हो सकते हैं जो प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं के दौरान उतार चढ़ाव आदर्श गैस व्यवहार से विचलन और दबाव की संपत्ति निर्भरता लिब्रेटिंग ऑयल द्वारा ईंधन संदूषण आदि के रूप में छोड़ दिए जाते हैं लेकिन वे आम तौर पर इन तीनों की तुलना में उनके प्रभावों के मामले में बहुत कम हैं और निश्चित रूप से एक चौथा है जो घर्षण नुकसान है अब वास्तविक चक्र दक्षता बिंदु पर हम वहां घर्षण पर विचार नहीं करते हैं घर्षण अंतिम ब्रेक शक्ति जो है उसमें आएगा जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं अतः यह 1 2 3 तीन हैं एक बार जब हम इसे जोड़ते हैं या मुझे कहना चाहिए कि एक बार जब हम इस कारक 1 2 और 3 को ईंधन वायु चक्र में जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है उसे वास्तविक चक्र कहा जाता है और फिर अंत में जब हम उस घर्षण नुकसान को जोड़ते हैं तो हम आपके इंजन से वास्तविक ब्रेक पावर आउटपुट प्राप्त करते हैं आमतौर पर यह देखा गया है कि यदि हम ईंधन वायु चक्र की भविष्यवाणी की गई थर्मल दक्षता को उस थर्मल दक्षता से घटाते हैं जो हमें वास्तविक चक्र से प्राप्त होती है अगर हम 20 की तरह कुछ की सीमा में अंतर को मानते हैं तो सामान्य कालातीत कारक उसका 6 का योगदान देता है यह गर्मी हस्तांतरण 12 के आसपास योगदान देता है और 2 से 3 में रहता है इस एग्जॉस्ट ब्लो डाउन और गैस विनिमय से आता है अन्य बहुत मामूली प्रभाव रखते हैं अतः यदि हम चक्रीय रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह वायु मानक चक्र वह है जिसकी हमने पिछले सप्ताह ओटो और डीजल चक्रों में चर्चा की है एक बार जब हम चार कारकों को जोड़ते हैं तो सिलेंडर गैसों की संरचना कारक नंबर एक विशिष्ट ऊष्मा पर परिवर्तनीय प्रभावी तापमान निर्भरता पृथक्करण का प्रभाव और मोल्स की संख्या में भी परिवर्तन फिर हमें जो मिलता है वह ईंधन वायु चक्र है जिस पर हमने चर्चा की है और उन सभी संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के बाद मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हम ईंधन वायु चक्र में क्या कर रहे हैं या हम कैसे विचार कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ को ईंधन वायु चक्र के लिए छोड़ दिया जाता है जब हम इन 3 कारकों समय नुकसान ऊष्मा के नुकसान और ब्लो डाउन नुकसान को जोड़ते हैं इन 3 को एक बार जब हम ईंधन वायु चक्र में जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है उसे यहाँ वास्तविक चक्र कहा जाता है यह दहन हानि जिसका उल्लेख किया गया है जिसे आमतौर पर इस समय के नुकसान के रूप में माना जाता है इसलिए जब हम समय नुकसान ऊष्मा के नुकसान और ब्लो डाउन नुकसान को ईंधन चक्र में जोड़ते हैं तो उन्हें वास्तविक चक्र कहा जाता है और वास्तविक चक्र से एक बार जब हम घर्षण नुकसान को घटाते हैं तो यह अंतिम उपयोगी कार्य है जो हमें मिलता है इसलिए वास्तविक चक्र की दक्षता की गणना करते समय हम घर्षण पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि हम आम तौर पर इंजन से सकल उत्पादन पर विचार करते हैं और एक बार जब हम सकल उत्पादन से घर्षण नुकसान को घटाते हैं तो हमें जो मिलता है वह शुद्ध उत्पादन होता है जो यह उपयोगी कार्य है तो चलिए जल्दी से इन तीन नुकसानों के बारे में बात करते हैं पहला एक समय नुकसान का कारक है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि समय की हानि ईंधन और हवा के मिश्रण और दहन की प्रतिक्रिया के लिए समय की आवश्यकता के कारण नुकसान को संदर्भित करती है बस इस चित्र को देखें जटिल चित्र देखने से पहले बस बिंदुओं पर एक नज़र डालें या चक्र बिंदु 1 2 3 4 1 द्वारा बनाई गया है तो यह 1 2 3 4 है और वापस 1 पर यह एक ईंधन वायु चक्र है यह 1 2 3 4 1 ईंधन वायु चक्र को संदर्भित करता है और जैसा कि हम ईंधन वायु चक्र के मामले में भी देख सकते हैं कि हम दहन प्रक्रिया को मेरे लिए तात्कालिक मानते हैं कि एक चिंगारी बिंदु संख्या 2 पर प्रदान की जा रही है और पिस्टन को स्थानांतरित करने से पहले पूरा दहन पूरा हो जाता है जिससे तापमान और दबाव तुरंत उच्च मान तक बढ़ जाता है यह बिंदु 3 से संबंधित सबसे अधिक दबाव है लेकिन व्यावहारिक रूप से दहन प्रक्रिया के लिए समय की आवश्यकता के कारण अगर पिस्टन की चाल पर्याप्त मात्रा में होता है या मुझे कहना चाहिए कि पिस्टन के साथ शामिल क्रैंक मूवमेंट या जोकि एक दहन प्रक्रिया है यह आम तौर पर देखा गया है कि पूरी दहन प्रतिक्रिया को चिंगारी शुरू करने के तुरंत पूरा होने के लिए क्रेंक रोटेशन के लगभग 30 से 400 तक की आवश्यकता होती है तो क्रेंक रोटेशन का 30 से 400 और पिस्टन की चाल की कुछ राशि आपको यह याद रखना होगा कि 1800 क्रैंक रोटेशन एक स्ट्रोक के बराबर होता है इसलिए यह एक छोटा अंश नहीं है निश्चित रूप से यहां हम एक स्ट्रोक के एक पांचवें से एक छठे अंश के बारे में बात कर रहे हैं जो पिस्टन की चाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और उस परिणाम के कारण न्यूनतम मात्रा और अधिकतम दबाव की उपस्थिति वे एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यदि चिंगारी बिंदु संख्या a पर प्रदान की जाती है तो पिस्टन अभी भी टॉप डेड सेंटर की ओर सबसे छोटी मात्रा की ओर बढ़ रहा है और दहन भी जारी है ताकि दहन प्रक्रिया बिंदु संख्या a पर शुरू हो यह जारी है और बिंदु संख्या c पर समाप्त होता है यहाँ समाप्त होता है इस पूरी अवधि के लिए दबाव और तापमान दोनों बढ़ते रहते हैं अब बिंदु संख्या c पर सिस्टम अपने अधिकतम तापमान पर पहुंच जाता है यानी ऊर्जा की पूरी मात्रा जो कि दहन से मुक्त हो सकती थी जारी कर दी गई है और उपयोगी कार्य या उत्पादन के लिए उपलब्ध है लेकिन अब इस बिंदु c को देखें बिंदु c पर यह दबाव बहुत कम है जो हमें तब मिल सकता है जब हम ईंधन वायु चक्र के साथ काम कर रहे हो दबाव में उल्लेखनीय कमी होती है और जैसे जैसे दबाव कम होता जाता है वैसे वैसे विस्तार का काम भी बहुत छोटा होता जाएगा यदि हम c के माध्यम से एक ऐसेन्ट्रोपिक रेखा खींचते हैं तो यह विशेष रूप से बिंदीदार रेखा मिल जाएगी लेकिन आगे और भी नुकसान हैं जो हम जोड़ रहे हैं जिससे कुछ और नुकसान हो सकते हैं जिससे हमें यह वास्तविक चक्र मिल जाएगा तो बिंदु c पर दबाव कम है और बिंदु c पर आयतन भी सबसे छोटी संभव मात्रा नहीं है बल्कि यह थोड़ा अधिक है क्योंकि यह सबसे छोटा संभव क्षेत्र है और आपके बिंदु यहां कहीं हो सकते हैं इसका मतलब है कि हम अंतिम या अधिकतम दबाव प्रकट होने से पहले डाउनवर्ड पिस्टन मूवमेंट की यह राशि प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ कार्य आउटपुट देने के लिए अधिकतम दबाव बिंदु के लिए कम गुंजाइश उपलब्ध है और इसलिए हम अधिकतम उत्पादन कार्य को संभव नहीं करने जा रहे हैं तो यह प्राथमिक कारण है अधिकतम दबाव और सबसे छोटी मात्रा इस दहन प्रक्रिया के लिए समय की आवश्यकता के कारण एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं दहन के लिए आवश्यक समय कई कारकों पर निर्भर कर सकता है सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से कुछ लौ वेग हैं जो गति है जिसके साथ लौ प्रचार करती है या लौ का अग्रभाग ताजा ईंधन हवा मिश्रण के भीतर प्रचारित करता है वह फिर से ईंधन की प्रकृति का एक कार्य है जिसे आप उपयोग कर रहे हैं ईंधन वायु अनुपात या वायु ईंधन अनुपात या आप तुल्यता अनुपात कह सकते हैं यह दहन कक्ष के रूप और आकार पर निर्भर करता है जो आप के साथ काम कर रहे हैं और यह भी यह उस प्रज्वलन के बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है जो एक बिंदु है जिस पर आप दहन कक्ष के दूसरे छोर को चिंगारी प्रदान कर रहे हैं इनमें से किसी भी स्पष्टीकरण के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि दहन की समय की आवश्यकता कई कारकों पर निर्भर कर सकती है और इसलिए इस समय की आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें एक साथ कई कारकों से निपटना पड़ता है इसलिए दहन के लिए समय की आवश्यकता को कम करने की कोशिश करने के बजाय हमारे पास जो बेहतर विकल्प है वह उस पल के साथ खेलना है जहां हम स्पार्क प्रदान कर रहे हैं बिंदु 2 पर स्पार्क प्रदान करने के बजाय हम आम तौर पर इसे थोड़ा पहले प्रदान करना पसंद करते हैं लेकिन कितना जल्दी इसे किसी प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता होती है जैसा कि एक उदाहरण यहां दिखाया गया है यहां चिंगारी टॉप डेड सेंटर पर प्रदान की गई है जो बिंदु 2 पर है इसलिए अंतिम दबाव में निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन अंतिम अधिकतम दबाव जो इस विशेष वॉल्यूम पर पहुंचता है जो आपके द्वारा किए जा सकने वाले न्यूनतम संभव वॉल्यूम की तुलना में बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं कि आयतन में यह बहुत अंतर है आरेख में कुछ संख्याएँ प्रदान की गई हैं मैं इन आंकड़ों को गणेशन Ganesan की पुस्तक आंतरिक दहन इंजन से ले रहा हूं आप इस पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं आप वहीं चित्र मिलेगा यदि आप मापदंडों के इस सेट का उपयोग करके ईंधन वायु विश्लेषण करने के लिए ईंधन वायु चक्र के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 323 की दक्षता और 102 bar का एक प्रभावी दबाव मिलेगा जबकि टॉप डेड सेंटर में दी गई चिंगारी और दहन के लिए आवश्यक समय की वजह से जो आपको बिंदु 3' पर अधिकतम दबाव दे रही है केवल आपको 241 की दक्षता प्राप्त हो रही है अर्थात दक्षता में लगभग 8 की हानि हो रही है यह ईंधन वायु चक्र से हमें जो भी मिल रहा है उसका लगभग 14 वां हिस्सा है यह एक महत्वपूर्ण नुकसान है अगर हम स्पार्क पहले प्रदान करते हैं तो स्पार्क 350 एडवांस में प्रदान किया गया है अब आरेख देखें यहां हम बहुत पहले स्पार्क प्रदान कर रहे हैं ताकि अधिकतम दबाव का बिंदु टॉप डेड सेंटर पर दिखाई दे यानी सबसे छोटी मात्रा के बिंदु पर और हम इसे प्राप्त करने में काफी सफल हैं अधिकतम दबाव भी काफी अधिक है लेकिन इस भाग में हम क्या कर रहे हैं इसे देखें जैसा कि इस बिंदु पर दहन शुरू होता है हमारे पास अब उच्च दबाव तापमान की गैसें उपलब्ध हैं और ये गैसें विस्तार की कोशिश करती हैं और इस दिशा में पिस्टन को स्थानांतरित करने की कोशिश करती हैं लेकिन संपीड़न प्रक्रिया अभी भी जारी है इसलिए वास्तव में पिस्टन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसलिए संपीड़न प्रक्रिया के बाद के हिस्से के दौरान पिस्टन को वास्तव में इस उच्च तापमान उच्च दबाव गैसों के खिलाफ काम करना पड़ता है जो विपरीत दिशा में विस्तार करने की कोशिश कर रहा है इसलिए हमें इस संपीड़न प्रक्रिया को करने के लिए कुछ और काम करने की आवश्यकता है जो कार्य उत्पादन या दक्षता में कुछ और नुकसान की ओर ले जाए आंकड़े पर दिखाई जाने वाली संख्याओं पर गौर करें यह पिछले चक्र की तरह ही चक्र है ईंधन वायु चक्र 322 की तापीय क्षमता की भविष्यवाणी करता है लेकिन हम वास्तव में 239 की दक्षता प्राप्त कर रहे हैं जो कि तुलना में भी कम है पिछला वाला अतः यह दर्शाता है कि हमें किसी प्रकार का ऑप्टिमाइजेशन करने की आवश्यकता है जिसके बारे में हमें तुरंत स्पार्क प्रदान करना होगा टॉप डेड सेंटर पर स्पार्क प्रदान करना कभी भी एक अच्छा विकल्प नहीं है इसी तरह से बड़ी मात्रा में स्पार्क को आगे बढ़ाना भी एक अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि हमारे पास कंप्रेसर द्वारा कार्य की आवश्यकता की अधिक मात्रा होने के कारण हम कुछ कार्य को खो रहे हैं ऑप्टिमम स्पार्क आमतौर पर 150 से 300 की सीमा में या 150 से 250 की सीमा में एडवांस हो सकता है और यह उस तरह का आरेख है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ स्पार्क प्रदान किया गया है इस विशेष बिंदु पर पिस्टन यहाँ टॉप डेड सेंटर तक पहुँचता है इस बिंदु पर दबाव बढ़ रहा है लेकिन 350 स्पार्क अग्रिम के पिछले मामले की तुलना में अभी भी काफी कम है और यह अधिकतम दबाव है जो हमें मिल रहा है यह निश्चित रूप से उस मामले से कम है जब स्पार्क 350 पर प्रदान किया गया था लेकिन उस स्थिति की तुलना में काफी अधिक है जिसने टॉप डेड सेंटर पर खरीदा है और जो चक्र दक्षता हमें यहां मिल रही है वह 262 है क्योंकि वास्तव में 350 स्पार्क एडवांस की तुलना में अधिकतम दबाव कम होता है इसलिए हम इस हिस्से में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम अंततः दक्षता की एक उच्च राशि प्राप्त कर रहे हैं एक केस स्टडी को यहां दिखाया गया है यह एक एसआई इंजन के लिए है जिसमें 6 का संपीड़न अनुपात है फिर हवा मानक चक्र या आदर्श चक्र द्वारा आपकी तापीय क्षमता का अनुमान लगाया जाएगा हम एक ओटो चक्र दक्षता के लिए जानते हैं 𝜂 1 1rz 1 हम कहते हैं कि k 14 यदि हम ले रहे हैं तो यदि आप संख्याएँ डालते हैं 𝜂1 1614 11 1604≈512％ तो यह आपके वायु मानक चक्र द्वारा बनाई गई थर्मल दक्षता है अब जब आप उसी स्थिति का उपयोग करके ईंधन वायु चक्र कर रहे हैं तो आपकी वास्तविक दक्षता 322 तक आ रही है इसलिए आदर्श चक्र दक्षता की तुलना में ईंधन वायु दक्षता में लगभग 20 की कमी है और यह वास्तविक चक्र दक्षता हमें पता है कि ईंधन वायु दक्षता के काफी करीब होगी इसलिए हम जो वायु मानक दक्षता की भविष्यवाणी प्राप्त कर रहे हैं वह अत्यंत गलत है जो हम वास्तविकता में प्राप्त कर सकते हैं उससे बहुत दूर है अधिकतम दबाव और तापमान मान भी दिए गए हैं या अधिकतम दबाव बल्कि 44 बार और 102 का मीन इफेक्टिव प्रेशर है आप एक गणना करने की कोशिश कर सकते हैं जहां आप संपीड़न की शुरुआत में 1 bar के बराबर दबाव लेते हैं और 300 K के बराबर तापमान होता है संपीड़न अनुपात भी दिया जाता है वहां से यह भविष्यवाणी करने की कोशिश करें कि अधिकतम चक्र दबाव और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो सकता है अब वास्तविक चक्र जहां हमारे पास पहले स्पार्क प्रदान करने का विकल्प है ईंधन वायु चक्र में कोई अग्रिम नहीं है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है तो चिंगारी प्रदान करना पड़ता है वास्तविक चक्र में यदि हम टॉप डेड सेंटर पर चिंगारी प्रदान करते हैं तो दक्षता 241 है जिसे हमने अभी देखा है जबकि जब यह 350 से एडवांस होता है तो दक्षता भी 239 कम होती है लेकिन एक 170 एडवांस जो यह विशेष मामला है वह आपको 263 का परिणाम दे रहा है जो हमारी ईंधन वायु दक्षता का लगभग 80 है अभी भी 81 है तो यह वही है जो हम हमेशा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं हम एक बिंदु को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं जहां आपको स्पार्क प्रदान करना चाहिए और तदनुसार वास्तविक चक्र से उच्च आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कभी कभी चिंगारी जानबूझकर मंद की जाती है ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस प्रदान करके जिससे नॉकिंग नामक अवांछित घटना को रोका जा सके निकास के धुएं को कम किया जा सके और हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सके तो यह हमारा समय का नुकसान है जो हमें हीट लॉस फैक्टर की ओर ले जाता है हीट लॉस बहुत सीधे तौर पर सिलिंडर की दीवार और सिलेंडर हेड के माध्यम से सिलेंडर गैसों के नुकसान को संदर्भित करता है और यह प्रभाव हो सकता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यहां तक कि जब हम 170 स्पार्क एडवांस प्रदान कर रहे हैं तो आपका समय नुकसान इस हिस्से में है और यह हिस्सा इस 12 द्वारा दिए गए ऊष्मा का नुकसान है और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन जिस पर जिस पर अगली स्लाइड में मैं आ रहा हूं जो 2 है तो वास्तविक चक्र दक्षता 20 कम है तो हम ईंधन हवा की भविष्यवाणी से क्या प्राप्त करने जा रहे हैं ऊष्मा के नुकसान का सीधा प्रभाव गैस के तापमान में कमी का कारण बनता है और इसलिए दबाव में कमी का कारण बनता है इसलिए सीधे अंतिम कार्य उत्पाद और इंजन की दक्षता को प्रभावित कर सकता है और फिर एग्जॉस्ट ब्लो डाउन नुकसान इसे ऊर्जा नुकसान कहा जाता है यह एग्जॉस्ट वाल्व के जल्दी खुलने के कारण होता है सैद्धांतिक रूप से निकास वाल्व को तब खोलना चाहिए जब पिस्टन विस्तार प्रक्रिया के अंत में टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है लेकिन वास्तव में विस्तार स्ट्रोक के अंत में सिलेंडर के अंदर गैस का दबाव वायुमंडलीय की तुलना में काफी अधिक है यह आम तौर पर 5 से 7 बार की सीमा में होता है जहां बाहर का दबाव 1 बार होता है अब अगर हम इस तरह के दबाव के खिलाफ निकास वाल्व खोलना चाहते हैं तो हमें कुछ काम खोना होगा और इसलिए अक्सर पिस्टन को टॉप डैड सेंटर तक पहुंचने से पहले निकास वाल्व खोला जाता है जैसा कि पिस्टन अभी भी अपने विस्तार के दौर से गुजर रहा है वाल्व को टॉप डेड सेंटर से पहले कुछ डिग्री खोला जाता है जो वाल्व को आसानी से खोलने और कार्य की हानि की कम मात्रा वाल्व की गति से जुड़ी होती है लेकिन साथ ही हमें यह समझना होगा कि जैसे ही हम निकास वाल्व खोल रहे हैं तब विस्तार कार्य बंद हो जाएगा क्योंकि एक वाल्व है जिसके माध्यम से गैस तुरंत बाहर जा सकती है वाल्व खुला है और इसलिए कोई तरीका नहीं है जिससे आपको विस्तार कार्य मिल सके इसलिए फिर से खोलने के लिए किसी प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता होती है ताकि हम कार्य उप्तादन को अधिकतम कर सकें लेकिन हम इस छोटे से कारक को भी छोटा कर सकते हैं यह एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है जब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इनलेट और निकास दोनों वाल्व बंद हैं इसे देखो यह इनलेट दबाव और तापमान है यह निकास पक्ष दबाव है अब यह दो चरणों का एक संयोजन है पहला कदम एक ब्लोडाउन है ब्लोडाउन का मतलब है हम निकास वाल्व को खोलते हैं इससे पहले कि पिस्टन टॉप डैड सेंटर तक पहुंच जाए यह आपकी टॉप डैड सेंटर स्थिति हो सकती है लेकिन फिर भी टॉप डैड सेंटर के नीचे पिस्टन एक उचित डिग्री पर है उस समय स्वयं हमने एग्जॉस्ट वॉल्व खोला है जिसे ब्लोडाउन कहा जाता है और उसके बाद यह एक सादा विस्थापन है क्योंकि चूंकि पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसलिए यह सभी गैसों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर देगा जिससे कार्य की कम मात्रा की आवश्यकता होती है या मुझे यह कहना चाहिए कि इंजन सिलेंडर को प्राकृतिक प्रक्रिया से स्कैवेंजिंग करने की अनुमति देता है जिससे हम सभी जली हुई गैसों से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन जैसा कि हम इस स्थिति में निकास वाल्व खोल रहे हैं विस्तार स्ट्रोक भी यहाँ बंद हो जाता है विस्तार टॉप डैड सेंटर स्थान तक पहुंचने से पहले यहां खर्च हो जाता है अब अगर हम प्रेशर बनाम वॉल्यूम आरेख का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आदर्श चक्र के मामले में एग्जॉस्ट वाल्व को यहां खोलना चाहिए लेकिन अगर पिस्टन के बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद निकास वाल्व खुलता है तो यह बिंदीदार रेखा कार्य उत्पादन है क्योंकि यहां इस बिंदु पर दबाव अभी भी अधिक है और आपको कार्य की एक महत्वपूर्ण राशि खोनी होगी इस सिलेंडर इंटीरियर और बाहर के बीच दबाव अंतर राशि को पार करने के लिए यदि हम निकास वाल्व बहुत जल्दी खोल रहे हैं तो यह प्रतिनिधित्व इस विशेष रेखा द्वारा दिया जाता है यहाँ विस्तार इस बिंदु पर ही रुक जाता है और इसलिए हम निकास कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो रहे हैं और ऑप्टिमम ओपनिंग यहां कहीं है हम निश्चित रूप से विस्तार कार्य की कुछ राशि खो रहे हैं लेकिन साथ ही हम ब्लॉ डाउन नुकसान को कम कर रहे हैं जिससे किसी प्रकार का ट्रेड ऑफ हो रहा है अतः हम इसे एग्जॉस्ट ब्लोडाउन लॉस के रूप में संदर्भित करते हैं जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि एग्जॉस्ट ब्लोडाउन ईंधन वायु दक्षता का लगभग 2 से 3 हो सकता है तो यह कुछ प्रकार के सारणीबद्ध रूप में एक चार्ट है हम 60 की दक्षता वाले एक वायु मानक चक्र के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि थर्मो विशिष्ट ऊष्मा और रासायनिक संरचना में भिन्नता के कारण 133 नुकसान है तो हमें इस 60 133 की ईंधन दक्षता 467 के बराबर मिलती है क्योंकि ईंधन वायु चक्र एक सैद्धांतिक चक्र है जो विशिष्ट ऊष्मा और पृथक्करण प्रतिक्रियाओं की उस तापमान निर्भरता का ध्यान रखता है इसलिए हमारे पास 467 की ईंधन वायु दक्षता है जो सैद्धांतिक चक्र की भविष्यवाणी की तुलना में 133 कम है अब उस ईंधन वायु चक्र के साथ हमें इस बर्निंग टाइम लॉस और अधूरे दहन के नुकसान को जोड़ना होगा इन दोनों को इस मामले में लगभग 65 के टाइम लॉस के रूप में संदर्भित किया जा सकता है फिर 35 की सीधी ऊष्मा हानि और 055 की एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस और 04 की पंपिंग हानि होती है तो इन दोनों को एक साथ अक्सर एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस के रूप में जाना जाता है जो इस मामले में 09 है तो आपकी सकल इंगित थर्मल दक्षता क्या होगी यह वही होगा जो हम आपके ईंधन वायु चक्र से प्राप्त कर रहे हैं जो 467 है इस मामले में समय की हानि का नुकसान 65 ऊष्मा का नुकसान है 35 एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस 09 आपको वास्तविक चक्र थर्मल दक्षता के रूप में 358 दे रहा है या मुझे कहना चाहिए वास्तविक चक्र की सकल तापीय क्षमता वहाँ से एक बार जब हम 32 की इस रगड़ घर्षण नुकसान को घटाते हैं तो हमें वास्तविक ब्रेक थर्मल दक्षता मिलती है यहां एक टाइपिंग एरर है यह 6 नहीं है यह केवल एक सकल इंगित थर्मल दक्षता या थर्मल हॉर्स पावर माइनस रगड़ घर्षण नुकसान को दर्शाता है और फिर हम एक वास्तविक चक्र ऑपरेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं जो आधे लोड के साथ ऑपरेशन होता है जब सिलेंडर पूरी तरह से लोड नहीं होता है अब आप देख सकते हैं कि वास्तविक चक्र और ईंधन वायु चक्र की भविष्यवाणी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वास्तविक चक्र केवल संपीड़न अनुपात के प्रभाव को ध्यान में रखता है ईंधन वायु चक्र संपीड़न अनुपात और वायु ईंधन अनुपात को मानता है लेकिन इसकी भार मात्रा नहीं और लोड की मात्रा का प्रभाव मुख्य रूप से इस हीट लॉस फैक्टर पर आ रहा होगा जो कम लोड पर बढ़ता है और साथ ही पंपिंग लॉस भी काफी तेजी से बढ़ता है और निश्चित रूप से घर्षण दोगुना हो जाएगा पिस्टन की गति या सिलेंडर की दीवारों के साथ पिस्टन की रगड़ के कारण घर्षण आता है जो भी लोड हो सकता है वह घर्षण नुकसान होगा सभी समान रहेगा और इसलिए घर्षण हानि तो एक ही राशि के लोड के लिए आप कह सकते हैं कि घर्षण नुकसान दोगुना हो गया है यहाँ पंपिंग नुकसान यह वास्तव में इनलेट पक्ष और निकास पक्ष के बीच दबाव अंतर के कारण नुकसान को संदर्भित करता है क्योंकि हमारे सक्शन पक्ष में ईंधन वायु मिश्रण की आपूर्ति आम तौर पर लगभग 1 bar के दबाव में की जाती है जबकि निकास पक्ष की ओर मैंने आमतौर पर 5 से 7 bar तक के दबाव का उल्लेख किया है अतः हम बाहर से कल्पना कर सकते हैं कोई जो आईसी इंजन के बाहर खड़ा है वह कह सकता है कि हम 1 बार के दबाव में हवा की आपूर्ति कर रहे हैं या 1 बार के दबाव में कुछ गैस जो 5 से 7 बार के दबाव से बाहर आ रही है तो हम वास्तव में सक्शन की तरफ 1 बार के कम दबाव से हवा को निकास पक्ष पर 5 से 7 बार के उच्च दबाव पर पंप कर रहे हैं और बह नुकसान या यह आवश्यकता पंपिंग हानि पर संदर्भित की गई है इसलिए पम्पिंग लॉस और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस को अक्सर एक साथ या अलग से माना जाता है लेकिन लोडर पर उनकी निर्भरता अलग अलग होती है जैसे कि निकास में कमी का नुकसान समान रहता है लेकिन पंपिंग नुकसान जो लोड में कमी के साथ बढ़ता रहता है इसलिए आधे लोड पर हम वास्तविक ब्रेक थर्मल दक्षता में 63 की कमी कर रहे हैं क्योंकि हीटिंग लोड पंपिंग नुकसान और रगड़ घर्षण नुकसान में परिवर्तन के कारण अब हम जानते हैं कि वास्तविक चक्र में कई तरह के नुकसान मौजूद हैं और इस बात का ध्यान रखने के लिए हमें वाल्वों के खुलने और बंद होने के साथ साथ स्पार्क का समय के साथ भी खेलना पड़ सकता है समय की हानि एक चिंगारी में स्थिति के उपयुक्त समायोजन की तरह से कम से कम किया जा सकता है इसी तरह एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस का सीधा संबंध तब होता है जब एग्जॉस्ट वाल्व को खोलना चाहिए और इसलिए हम अक्सर वाल्व टाइमिंग आरेख के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो निर्धारित करता है कि किस बिंदु पर हमें किस वाल्व को खोलना चाहिए या हमें उस वाल्व को बंद करना चाहिए इसे देखो यह आदर्श चक्र और ईंधन वायु चक्र दोनों के लिए आदर्श परिदृश्य है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है तो इनलेट वाल्व खुलता है आईवीओ एक इनलेट वाल्व खोलने को संदर्भित करता है इसलिए हमारे पास सक्शन स्ट्रोक इस तरह से चल रहा है और इस विशेष बिंदु पर इनलेट वाल्व बंद हो जाता है इसलिए 1800 से अधिक पर हमारे पास सक्शन स्ट्रोक है तब हमारे पास संपीड़न चल रहा है यहां दोनों वाल्व बंद हैं और जब तक पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर वापस नहीं जाता है तब तक संपीड़न जारी रहता है यह वह बिंदु है जहां हम SI इंजन के मामले में फ्यूल इंजेक्शन लगा सकते हैं या हम SI इंजन के मामले में स्पार्क spark या दहन ले सकते हैं और CI इंजन के मामले में ईंधन इंजेक्शन होता है अतः हमारे पास दहन है और आदर्श चक्र में हम दहन को तात्कालिक मानते हैं तो दहन पूरा हो जाता है जब पिस्टन केवल टीडीसी पर होता है फिर हमारे पास यह शक्ति या विस्तार स्ट्रोक 1800 से अधिक है और जब पिस्टन बॉटम डैड सेंटर पर पहुंचता है तो हम निकास वाल्व खोलते हैं और यह हाफ रिवॉल्यूशन के लिए खुला रहता है तो यह वह जगह है जहां निकास वाल्व बंद हो जाता है तो यह सैद्धांतिक चक्र है लेकिन वास्तव में हमें कुछ और करना होगा ईंधन का वायु मिश्रण जिसे हम आपूर्ति करना चाहते हैं अगर कुछ अतिरिक्त मात्रा में है तो यह हमेशा बेहतर होता है ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति कर सकें और इसलिए इसे टॉप डेड सेंटर में खोलने के बजाय हम इनलेट वाल्व खोलना पसंद करते हैं जिसे हम इसे प्रीपोन करना चाहते हैं और हम आम तौर पर उस टॉप डेड सेंटर से पहले 25 से 300 की सीमा में यहां आते हैं और यह यहां से शुरू होने वाले सक्शन के लिए खुला रहता है और यह यहां भी बंद नहीं होता है क्योंकि इस बिंदु पर पिस्टन सक्शन की ओर से सबसे दूर है और सिलेंडर के अंदर पैदा होने वाले उच्च वैक्यूम के कारण ईंधन हवा का मिश्रण बहुत तेजी से इस में बहता रहता है और इस मिश्रण की गति का उपयोग करने के लिए हम इनलेट वाल्व को खुला रखते हैं और इनलेट वाल्व को यहां कहीं और बंद करने की अनुमति दी जाती है तो यह इनलेट वाल्व क्लोजिंग यहां कहीं आता है जिसमें देरी हो रही है और संपीड़न केवल इस बिंदु से शुरू हो सकता है इसलिए संपीड़न जारी है और चिंगारी की बात जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि आपको चिंगारी को 200 से 250 की सीमा में ऑप्टिमली एडवांस करने की जरूरत है इसलिए चिंगारी शायद यहां कहीं है इसलिए कंप्रेशन स्ट्रोक यहां तक होता है वास्तव में इस हिस्से पर भी हम संपीड़न कर सकते हैं लेकिन यहां यह ताजा ईंधन वायु मिश्रण का संपीड़न नहीं है लेकिन यह उच्च तापमान वाले दहन गैसों का संपीड़न है फिर एक्सपान्सन स्ट्रोक इस बिंदु से शुरू होता है यह तब तक जारी रहता है जब तक हम निकास वाल्व नहीं खोलते और जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है कि आप एग्जॉस्ट वाल्व टॉप डेड सेंटर खोलने के बजाय एग्जॉस्ट ब्लोअडाउन लॉस को कम करना जानते हैं बॉटम डेड सेंटर हम इसे यहां कहीं भी खोल देते हैं जिससे इस मात्रा में एनर्जी लॉस हो जाता है इसे हमने वाल्व टाइमिंग आरेख के रूप में संदर्भित किया है यह एक विशिष्ट वाल्व टाइमिंग आरेख है जो 4 स्ट्रोक एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन के लिए दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि इनलेट वाल्व ओपनिंग 150 से प्रीपोन कर दिया गया है और समापन को 300 से पोस्टपोन कर दिया गया है इसी तरह निकास वाल्व bottom dead center से 500 पहले खुलता है और टॉप डेड सेंटर के बाद 200 बंद कर देता है यही है दोनों वाल्वों के लिए हमने उन्हें पहले से खोला है जहां उन्हें खोलना चाहिए और आपने उन्हें बाद में बंद कर दिया है जहां उन्हें बंद करना चाहिए तो प्रभावी रूप से आपका सक्शन स्ट्रोक इस विशेष बिंदु से शुरू होता है और इस विशेष बिंदु तक जारी रहता है जो आदर्श मामले में है इसलिए सक्शन को क्रैंक रोटेशन के 1800 से अधिक जारी रखना चाहिए लेकिन हमारे यहां जो हो रहा है वह इनलेट वाल्व के जल्दी खुलने का ध्यान रखने के लिए 1800 प्लस 150 है और इनलेट वाल्व के देर से बंद होने का ख्याल रखना है जिससे आपको सक्शन प्रक्रिया का कुल 2250 मिलता है अगला है संपीड़न दूसरों की तरह संपीड़न आपको एक सैद्धांतिक चक्र के लिए 1800 को कवर करना चाहिए लेकिन यहां संपीड़न तभी शुरू हो सकता है जब आपने इनलेट वाल्व बंद कर दिया हो यह वह बिंदु है जहां इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और फिर केवल संपीड़न शुरू हो सकता है क्योंकि कम्प्रेशन के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों को बंद करना पड़ता है तभी वॉल्यूम में कमी के साथ दबाव बढ़ सकता है इसलिए संपीड़न इस बिंदु पर शुरू होता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक नहीं पहुंच जाता इसलिए 1800 पर संपीड़न होने के बजाय यह 1800 माइनस इनलेट वाल्व बंद होने में देरी जो इस आरेख में 300 के बराबर है इसलिए संपीड़न क्रैंक रोटेशन के 1500 से अधिक हो रहा है अगली चिंगारी है आदर्श रूप से पिस्टन को टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद हमें चिंगारी प्रदान करनी चाहिए लेकिन जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि आपको दहन प्रक्रिया के लिए कुछ समय प्रदान करना होगा यहाँ हम स्पार्क का संचालन कर रहे हैं जो इस आरेख के अनुसार 350 एडवांस में है आदर्श रूप से 20 से 300 की सीमा में इसलिए स्पार्क को टॉप डेड सेंटर से पहले 350 प्रदान किया जाता है और इसलिए इस विशेष अवधि में पिस्टन गैस मिश्रण या ताजा ईंधन वायु मिश्रण को नहीं बल्कि यह दहन गैसों का मिश्रण को संपीड़ित कर रहा है एक बार पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने के बाद विस्तार स्ट्रोक शुरू होता है और वहां से पिस्टन बॉटम डेड सेण्टर की ओर बढ़ना शुरू करता है इसलिए यह विस्तार तब तक जारी रहता है जब तक हम निकास वाल्व नहीं खोलते निकास वाल्व को आदर्श रूप से लगभग 500 से पहले खोला जाता है इस कारण से कि हमने आगामी पिस्टन की गति का उपयोग करने के लिए अभी उल्लेख किया है ताकि हम इसे आसानी से खोल सकें और साथ ही हम निकास गैसों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकें इसलिए आदर्श चक्र में पावर स्ट्रोक या विस्तार स्ट्रोक 1800 पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए था लेकिन इस मामले में यह 1800 माइनस पहले वाला कब्जा कर रहा है और निकास वाल्व के शुरुआती ओपनिंग की अधिक डिग्री है जो इस आरेख में 500 है इसलिए केवल 1300 के बारे में और अंत में एग्जॉस्ट फिर से अन्य तीन प्रक्रियाओं के समान आदर्श रूप से 1800 को कवर किया जाना चाहिए था लेकिन सक्शन प्रक्रिया के समान यह 1800 प्लस जल्दी ओपन होने की मात्रा जो 500 है और यह भी निकास वाल्व का प्रारंभिक समापन है जो 200 है इसलिए यह 2500 के अंतराल पर खुला रहता है इस पर गौर करें यहाँ हमारे पास एक ऐसा भाग है जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले हैं इसलिए जब ताजा ईंधन हवा का मिश्रण इनलेट वाल्व के माध्यम से आ रहा है तो जली हुई गैसें निकास वाल्व में भी जा रही हैं और इसलिए यदि हम सावधान नहीं हैं तो बहुत संभावना है कि ताजा मिश्रण निकास वाल्व के माध्यम से भी बाहर जा सकता है इसलिए डिजाइन चरण के दौरान यह ध्यान में रखा जाता है कि इनलेट वाल्व के माध्यम से आने वाला ईंधन वायु मिश्रण सीधे निकास वाल्व तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए तो इस अवधि को वाल्व ओवरलैप के रूप में संदर्भित किया जाता है जो लगभग 30 से 350 है यह एक ही आरेख है लेकिन 4 स्ट्रोक सीआई इंजन के लिए है यहां आप यह भी देख सकते हैं कि इनलेट वाल्व 250 से पहले खोला गया है और 250 बाद में बंद कर देता है जबकि निकास वाल्व 500 से पहले खुलता है और 250 बाद में बंद हो जाता है और ईंधन इंजेक्शन इस विशेष बिंदु पर शुरू होता है और ईंधन इंजेक्शन इस विशेष बिंदु पर बंद हो जाता है जिससे ईंधन इंजेक्शन के लिए बहुत कुछ होता है बेशक जो संख्या हम यहां दिखा रहे हैं वह 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के लिए है वे सभी अस्थायी हैं वे संबंधित श्रेणियों के अधिक प्रतिनिधि हैं तो वाल्व के खुलने और बंद होने के उपयुक्त समय और एसआई इंजन के मामले में स्पार्क प्रदान करने या सीआई इंजन के ईंधन इंजेक्शन से हम वास्तविक चक्र की हानि जैसे समय के नुकसान या निकास के झटके से होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी वास्तविक चक्र के लिए यह संभव नहीं है कि आप किसी ईंधन वायु चक्र की तुलना में दक्षता दे सकें यह हमें हमारे मॉड्यूल नंबर 5 के अंत की ओर ले जाता है जहां हमने रिसिप्रोकेटिंग इंजनों आदर्श चक्र के बारे में चर्चा की है हमने शुरू में वायु मानक मान्यताओं की सीमाओं की पहचान की थी जिसके आधार पर हमने एक ईंधन वायु चक्र विकसित किया था जो वायु मानक मान्यताओं की सीमाओं में से चार को ध्यान में रखता है जैसे यह विशिष्ट ताप के तापमान पर निर्भरता और दहन गैसों के पृथक्करण और सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना और दहन प्रतिक्रिया के कारण मोल्स की संख्या में परिवर्तन पर विचार करता है फिर आज हमने वास्तविक चक्र में होने वाले नुकसानों के बारे में बात की है जैसे समय की हानि निकास में कमी और ऊष्मा हस्तांतरण के नुकसान और हम देख सकते हैं कि इन नुकसानों की उपस्थिति के कारण ईंधन वायु चक्र द्वारा अनुमानित दक्षता वास्तविक चक्र में उपलब्ध नहीं है बल्कि ईंधन वायु चक्र की तुलना में लगभग 15 से 20 कम होगी तो ये नुकसान हैं जिन पर हमने अलग से चर्चा की है और आखिरकार हमने वाल्व टाइमिंग आरेख के बारे में चर्चा की है जो कि विशेष रूप से समय की हानि और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस को कम करने का प्रयास है तो यह हमारे सप्ताह की संख्या 5 का अंत है आप कृपया इस व्याख्यान के माध्यम से जाएं अपने असाइनमेंट को हल करें पुस्तकों के माध्यम से जाएं आपके पास किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए और यदि आपको अभी भी संदेह है तो मुझे वापस लिखने में संकोच न करें आप सबका धन्यवाद